इस व्याख्यान में हम मुख्यतः चर्चा करेंगे ओक प्रोग्रामिंग के बारे में यह एक स्क्रिप्ट भाषा है यहां हम बहुत सी चीजें सीखेंगे जैसे डाटा फाइल्स का बदलाव कैसे करें या एक अनूठे प्रोग्रामिंग से आउटपुट को प्राप्त करना और इसी तरह बहुत कुछ पिछली कक्षा में हमने बायोइनफॉर्मेटिक्स के बहुत से पहलुओं पर ध्यान दिया हमने बायोइनफॉर्मेटिक्स के बहुत से अनुप्रयोग जैसे प्रोटीन तथा डीएनए के अनुक्रम इत्यादि चीजों के समझने के लिए डेटाबेस और एल्गोरिथ्म का विकास और अलग अलग तरह के विशिष्ट एल्गोरिथ्म का विकास देखा हमने एक ज्ञात अमीनो एसिड अनुक्रम या 3D संरचना के कारण उत्पन्न होने वाले बहुत से गुण और विशेषताओं के बारे में चर्चा की इसके बाद हमने बहुत से बायोइनफॉर्मेटिक्स डेटाबेस और वह टूल्स जोकि प्रोटीन के 3D संरचना को पूर्व सूचित करते हैं तथा फोल्डिंग रेट या उसकी स्थिरता तथा प्रोटीन के आपसी संबंधों का पता लगाते हैं ऐसे अनुप्रयोगों की चर्चा की पिछली कक्षा में हमने कंप्यूटर के माध्यम से ड्रग डिजाइन तथा उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा की जैसे डकिंग या फार्माकोफार मॉडलिंग या आभासी स्क्रीनिंग इसके अलावा हमने मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध quantitative structure मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध जैसे QSAR में ऐसे कौन से विभिन्न पहलू हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए विद्यार्थी जैविक गतिविधि किसी भी जैविक गतिविधि का मुख्य पहलू मुख्यतः उसके आणविक वर्णनकरता के कार्य से वर्णित है जैसे संरचनात्मक पैरामीटर तो आप विभिन्न तरह के वर्णनकरता का इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर 1d QSAR के लिए जैसे आणविक भार या हाइड्रोजन बंधन का दाता इत्यादि और कनेक्टिविटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तथा आप आसपास के रेसिड्यूज उसकी जानकारी भी दे सकते हैं फिर हम इन पैरामीटर को गतिविधि और प्रदर्शन को मापने से संबंधित कर सकते हैं तो क्या इससे हमें सह संबंध के माध्यम से एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल सकता है या नहीं तो सहसंबंध तथा क्रॉस सत्यापन के आधार पर यह कर सकते हैं ठीक है इसके बाद हमने चर्चा किया उदाहरण के लिए मुख्यतः Bcl 2 और EGFR उत्परिवर्त कैंसर के लिए तो हमने यह देखने की कोशिश की कि हम एक नए योगिक कंपाउंड को QSAR मॉडल के द्वारा फिट करके कैसे पहचाने इस कक्षा और आगामी कक्षाओं में हमने मुख्यतः किसी परियोजना या किसी भी तरह के विश्लेषण के लिए एल्गोरिथ्म तथा किसी समस्या को कैसे संभाले इसकी चर्चा की तो ओक प्रोग्रामिंग यह एक स्क्रिप्टिंग भाषा है यह प्रोसेसिंग फाइल के लिए एक तरह का पेटर्न मिलान प्रोग्राम है क्योंकि किसी भी संरचना या अनुक्रम के विश्लेषण के लिए आप कई तरह के डेटाबेस से रूबरू होते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं परिणाम स्वरुप अंततः भारी मात्रा में डाटा मिलता है क्योंकि डाटा मैं बदलाव करने के लिए बहुत समय लगता है इसलिए इस स्थिति में बहुत ही आसान और सरल तरीके से मन वांछित आउटपुट पाने के लिए आप ओक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए ओक प्रोग्रामिंग एक तरह का पैटर्न मिलान प्रोग्राम है जो कि फाइल्स के प्रोसेसिंग तथा विशेष रूप से डेटाबेस या जब कोई आउटपुट किसी प्रोग्राम से मिलता है उसके लिए उपयुक्त है तो यह एक डाटा निष्कर्षण रिपोर्टिंग टूल है जोकि डाटा प्रेरित स्क्रिप्टिंग भाषा का इस्तेमाल करता है जोकि कई गतिविधियों के समूह से बना है और आउटपुट पैदा करने के उद्देश्य से किसी भी डाटा के लिए हो सकता है मान लीजिए आपके पास कोई विशिष्ट इनपुट डाटा है और उसको आप किसी गतिविधि के संबंध में प्रोसेस करके आउटपुट को देखना चाहते हैं तथा इच्छा अनुसार उसे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यह ओक प्रोग्रामिंग का एक मुख्य अनुप्रयोग है यह एक सरल प्रोग्रामिंग है और भारी मात्रा के डाटा को संभालने बहुत सक्षम है मुख्य रूप से बायोइनफॉर्मेटिक्स में बहुत से डाटा फाइल के पारसिंह के लिए इस्तेमाल होता है उदाहरण के लिए हमने बहुत से डेटाबेस के बारे में चर्चा की क्या आपको इनमें से कोई भी डेटाबेस याद है विद्यार्थी यूनीपोर्ट प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस यूनीपोर्ट प्रोटीन संरचना डेटाबेस विद्यार्थी PDB PDB यह सही है उदाहरण के रूप में अगर आपकी रुचि सिर्फ PDB फाइल के निर्देशांक में है तो सिर्फ एक पंक्ति का कमांड लिखने भर से ही आपको PDB फाइल की निर्देशांक मिल जाएंगे बिना इन PDB फाइल को देखें अगर हम PDB फाइल को नहीं खोलना चाहते है और हमें सिर्फ इनपुट नाम पता है तो भी सिर्फ एक पंक्ति में आपको निर्देशांक की सारी जानकारी मिल सकती है अब हम यह समझेंगे कि ओक प्रोग्रामिंग के जरिए इन फाइल्स को कैसे प्राप्त करें यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोग्राम है और यूनिक्स में यह कुछ सबसे पुराने टूल्स में से एक है अतः एक प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत से विशेषताओं या और भी प्रोग्राम को मिलाकर ओक प्रोग्रामिंग की जा सकती है देखिए अगर हम बात करते हैं ओक की तो यह बेल् लैब में 1970 में बनाया गया था और इसका नाम a w k इनके लेखक के पारिवारिक नाम से लिया गया था तो तीन व्यक्ति जोकि अहो प्वीणबरजर और करनिघन है इस तरह से उन्होंने ओक नाम रखा तो हम ओक के साथ क्या कर सकते हैं तो ओक की विभिन्न अनुप्रयोग क्या क्या है इसके जरिए आप एक टेक्स्ट फाइल को संभाल सकते हैं जो कि किसी भी रिकॉर्ड और फील्ड या फिर कोई भी टेक्स्ट डेटाबेस से बना हुआ है साथ ही आप अंकगणित और स्ट्रिंग ऑपरेशन की छटाई कर सकते हैं आप बहुत से स्ट्रिंग के द्वारा भी खोजबीन कर सकते हैं आप अंकगणित ऑपरेशन भी कर सकते हैं यह ऑपरेशंस कैसे करने हैं इसकी व्याख्या कुछ उदाहरणों से किया गया है आप लूप्स और शर्तों के द्वारा प्रोग्रामिंग का निर्माण कर सकते हैं तथा ओक के इस्तेमाल से आप प्रोग्राम भी लिख सकते हैं साथ ही आप स्वरूप रिपोर्ट भी उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी विशिष्ट फॉर्मेट में इसके उपरांत हम यह जाने की बहुत से तरह के ओक होते हैं सबसे पहला यह वाला मूल रूप है इसके बाद नए संस्करण को भी उन्होंने बनाया उसमें से एक NAWK है यह एक नया और उन्नत संस्करण है इस संस्करण का इस्तेमाल करके एक स्क्रिप्ट से आप यूनिक्स आदेशों को निष्पादित कर सकते हैं तथा विभिन्न इनपुट कदमों के इस्तेमाल से आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं इसके बाद अगर आप GWAK को लें तो यह ओक का एक और संस्करण है यह एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है जो कि इस आधार संस्करण से उपलब्ध है यह पिछले संस्करण जैसे कि सरल awk या nawk से भी ज्यादा शक्तिशाली स्ट्रिंग सब्सीट्यूशन कर सकता है अब हम यह जाने की ओक प्रोग्राम कैसे काम करता है तो यह एक तरह का पैटर्न एक्शन स्टेटमेंट है यह सिंटेक्स ऑक्स है इसमें आप कुछ विकल्पों का और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन फाइलों में मूल्य अस्थिर के बराबर है तो ओक के लिए सिंटेक्स को कैसे लिखा जाए सबसे पहले आप "ओक" "awk" लिखें यह प्रोग्रामिंग का नाम है यहां पर आपका इनपुट फाइल है फिर हम इनपुट दे सकते हैं और यहां पर गतिविधि दी गतिविधि का मतलब आपको क्या करना है उदाहरण स्वरूप यहां पर प्रोग्राम हमें प्रिंट करने को कह रहा है मगर सवाल यह की हमें इनपुट में से क्या प्रिंट करना है यहां पर डॉलर 1 मतलब पहला कॉलम उदाहरण के लिए अगर यह A B C D E है यह 1 यह 2 3 4 5 तो आप कॉलम को उल्लेखित करने के लिए डॉलर प्रतीक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह एक गतिविधि है मतलब जो हम करना चाहते हैं तो यहां हमें सिर्फ पहले कॉलम को प्रिंट करना है इस गतिविधि के लिए हमें सबसे पहले स्वरूप देखना होगा स्वरूप मतलब वह शर्तें जो हमारे गतिविधि को करवाने के लिए उपयुक्त है शर्तें मतलब जैसे कि अगर कोई भी खाली पंक्ति का ना होना या अगर किसी पंक्ति में कोई अक्षर का होना या किसी पंक्ति में कोई संख्या का होना मान लीजिए कोई संख्या या किसी पंक्ति में 50 से ज्यादा अंक हैं और अगर आपको पहला कॉलम प्रिंट करना है तो दिए गए इनपुट फाइल अगर उपर्युक्त पैटर्न को संतुष्ट करता है तो वह उसे प्रिंटकरेगा यहां पर हमारा इनपुट फाइल abc dot dat है तो यहां एक शर्त को माना गया है जो यह है कि NF 1 से बड़ा है अब इसकी मैं व्याख्या करूंगा अब इस शर्त की जांच हमारे दिए गए इनपुट फाइल abc dot dat में होगी और अगर यह शर्त को संतुष्ट करता है तो पहला कॉलम प्रिंट होगा यह सिंटेक्स है या यह ओक स्वरूप गतिविधि स्टेटमेंट मतलब ओक है तो मैं कुछ इनपुट फाइल को दिखाता हूं तो इनमें से कुछ से आप पहले से ही परिचित होंगे जो मैंने कई बार दिखाया है और कुछ नई फाइलें हैं तो क्या आप test two dot dat देख सकते हैं जो कि यहां पर है विद्यार्थी 3D तो यह एक तरह का PDB फाइल है ठीक है तो आप इसमें स्रोत योगिक अनुक्रम हेलिक्स परमाणु इत्यादि को देख सकते हैं यह PDB फाइल जो कि प्रोटीन डेटाबैंक से प्राप्त कर सकते हैं अब प्रोग्राम से यह test one dot dat का आउटपुट मिला है हम बहुत से अंको को देख सकते हैं यह कुछ स्कोर कुछ आईडी और कुछ रिक्त पंक्तियां हैं तो यहां test one dot dat मैं इस तरह की विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध है और हम इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं बदलाव के लिए क्योंकि यह test three dot dat है क्या आप इस आउटपुट से परिचित हैं विद्यार्थी यह DSSP आउटपुट यह आप DSSP से प्राप्त करते हैं अब यह DSSP क्या है विद्यार्थी प्रोटीन की माध्यमिक संरचना का शब्दकोश प्रोटीन की माध्यमिक संरचना का शब्दकोश ठीक है तो आप इसको यहां देख सकते हैं तो यहां हमारे पास टिप्पणी पंक्ति है और हाइड्रोजन बंधन को कैसे पहचानते हैं इत्यादि यह सब मौजूद है अब यहां एक से डाटा की शुरुआत होती है यहां हम रेसिड्यू का नाम चेन की जानकारी और यहां हम रेसिड्यू देते हैं इसके अलावा प्रोटीन के माध्यमिक संरचना में हम विलायक का पहुंच भी देख सकते हैं यह पहुंच का क्या मतलब है तो कोई भी रेसिड्यू कितना अंदर दबा है या बाहर कितना प्रकट है इससे उस रेसिड्यू की विलायक के साथ पहुंच निर्धारित होती है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं तो इससे हम आसानी से रेसिड्यूज की पहचान कर सकते हैं कौन सा सतह पर है या कौन सा दबा है तो अब अगर आपको इस कॉलम में उन रेसिड्यूज को ढूंढना है जो कि पूरी तरीके से दबे हुए हैं मान लीजिए 5 एंगस्ट्रांम स्क्वायर से भी कम है तो यह कॉलम देखिए जहां पर यह 5 से कम है उदाहरण के लिए यहां पर तो ऐसे रेसिड्यू को प्राप्त करने के लिए आप एक पंक्ति ओक कोड लिख सकते हैं अब आप देख सकते हैं वह रेसिड्यूज जिसकी ASA 5 से कम है यहां मुझे कुछ और डाटा फाइल मिली है यहां मैं एक डाटा देता हूं और यह किसी और प्रोग्राम से मिला हुआ आउटपुट है Test 4 और test 6 फिर से PDB फाइल है तो यह test 6 मैं विशिष्ट जानकारी क्या है विद्यार्थी परमाणु रिकॉर्ड्स यह वाला परमाणु रिकॉर्ड है हमारे पास निर्देशांक X Y Z है या TEST 6 है यह एक और टेक्स्ट फाइल है यह आउटपुट है जो कि किसी दूसरे प्रोग्राम से प्राप्त हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं कि test 5 तथा अंक गणित गणना जैसे चीजों का इस्तेमाल कैसे करें यह कुछ इनपुट फाइल की सूची है यह इनपुट रजिस्टर इनपुट फाइल है यह अंको की पंक्ति है और यह फाइलों के नाम है और यह इनपुट फाइल का नाम है यहां यह PDB निर्देशांक है और हमारे पास सिर्फ कुछ ही जानकारी है संपूर्ण जानकारी नहीं है इसके अलावा यह सही प्रारूप में भी नहीं है तथा यहां test 9 और test 10 मैं बहुत सी मिसालाइनमेंट भी है अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं तो हमारे पास बहुत सी इनपुट फाइलें हैं और हमारे कुछ जरूरतों के आधार पर हमें आउटपुट फाइल चाहिए इस स्थिति में हम ओक के इस्तेमाल कर सकते हैं मैं ओक के इस्तेमाल से कुछ कमांड्स की व्याख्या करूंगा जिससे कि हम डाटा में बदलाव और मनचाही जानकारी निकालने में उपयोगी है तो सबसे पहले हम सरल वाले से शुरुआत करें हमारे पास यह इनपुट फाइल है अब पहला सवाल यह कि कॉलम 6 को प्रिंट करें पर कॉलम 6 कौन सा है 1 2 3 4 5 6 यह कॉलम 6 है और यह हमें प्रिंट करना है तो इस स्थिति में क्या हमें किसी प्रारूप की जरूरत है नहीं हमें किसी प्रारूप की जरूरत नहीं है क्योंकि हम किसी भी चीज को नहीं खोज रहे हैं हमें बस कॉलम 6 को प्रिंट करना है क्योंकि इसमें कुछ अंक हैं और मुझे इन अंक को देखना है तो यहां हमने ओक को लिया है और हम यह विचार करें कि हमें कौन सी गतिविधि करनी है यहां पर आपको गतिविधियों को कोट्स में देना होगा तथा यहां यह कोट्स बहुत महत्वपूर्ण है अब यहां पर आपको कॉलम 6 को प्रिंट करना है तो आप डॉलर 6 लिखें और आउटपुट को प्राप्त करें अब बताइए कि आपको कौन सा आउटपुट मिलेगा अगर आप इसको इस वाली फाइल पर इस्तेमाल करते हैं विद्यार्थी छठा कालम जैसे कि 328 1141 यहां पर आप यह सब देख सकते हैं मान लीजिए कि अब अब आपको दो कॉलम प्रिंट करना है उदाहरण के लिए डॉलर 1 और डॉलर 6 क्योंकि सिर्फ इन्हीं कॉलम में अंक है तो मुझे कोड चाहिए और इसके साथ अंक ठीक है तो इस स्थिति में यह कैसे करें ओक को शुरू करें और कोट्स में गतिविधि को डालें आपको डॉलर 1और साथ ही डॉलर 6 प्रिंट करना है ठीक है उसके बाद इनपुट फाइल का नाम दें यह इनपुट फाइल का नाम है उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जवाब मिल गया यह पहला कॉलम है और यह छठा कॉलम है अगर आप इनपुट फाइल को देखें यह आपकी इनपुट फाइल 1 और यह 6 है अब सवाल यह की क्या इसे उल्टे क्रम मैं लिखना मुमकिन है अब मुझे यह 1 और 6 नहीं चाहिए मुझे परिणामों को 6 और 1 मैं लिखना है क्योंकि मैं पहले 6 के साथ चलना चाहता हूं क्या डाटा को उल्टे क्रम में लिखना मुमकिन है लेकिन इस स्थिति में इसे कैसे करें यहां पर आप जो भी गतिविधि निर्धारित करेंगे यह उसी क्रम के अनुसार अनुसरण करेगा अब अगर आप पहला कॉलम 6 को लिखने के लिए कहेंगे तो वह पहला कॉलम 6 ही लिखेगा उसी तरीके से आप जिस भी क्रम में कॉलम बताएंगे वह उसी क्रम में कॉलम्स को लिखेगा मान लीजिए अगर आप लिखते हैं सबसे पहले 1 और फिर 6 तो आपको सबसे पहले 1 मिलेगा और बाद में 6 मिलेगा इसके विपरीत अगर आप पहले 6 और बाद में 1 लिखते हैं तो आप का परिणाम क्या होगा 321852 उसके बाद 1 p r x a c a इस तरह से आपको जवाब मिल जाएगा तो अगर आप सिर्फ इनपुट फाइल लिखते हैं और आप ओक आदेशों को देते हैं आप स्क्रीन पर डाटा देख सकते हैं उदाहरण के लिए अगर आपको एक फाइल में जवाबों को लिखना है इस स्थिति में क्या करें इसके लिए हमें बड़े का प्रतीक चिन्ह देना होगा अब हमारे दिए हुए कमांड की वजह से जो जवाब हमें मिला है वह फाइल में चला जाएगा अगर हम यह कमांड देते हैं कि ओक प्रिंट 1 कामा 6 तो यहां पर साथ में हमें यह भी बताना होगा की इसे उल्लेखित कहां करना है इसके लिए आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया की बड़े का प्रतीक चिन्ह डालना होगा इसके बाद जो आउटपुट है वह उल्लेखित की गई फाइल में चला जाएगा तो यहां आप test one dot का परिणाम स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि अब यह सिर्फ फाइल में होगा अगर आप इसी प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं तो अगले कमांड के लिए आपको डॉलर सिंबल लगाना होगा क्योंकि जब आप test one dot नाम की फाइल का परिणाम खोलेंगे तब आपको वहां 1 कामा 6 परिणाम दिखेगा इसका अर्थ है कि परिणाम सही है इसीलिए किसी भी ऑपरेशन के लिए आप परिणाम को स्क्रीन पर देख सकते हैं अथवा फाइल में भी लिख सकते हैं मेरा एक प्रश्न है यदि आपके पास अनेक रिक्त पंक्ति हो उदाहरण के लिए यदि यह आपका डाटा है और यहां अनेक रिक्त पंक्तियां हैं इस परिस्थिति में किस प्रकार इन पंक्तियों को हटाया जाए मतलब मुझे एक फाईंल चाहिए जिसमें रिक्त पंक्तियां ना हो इसके लिए हम यहां NF का उपयोग करेंगे NF नंबर ऑफ फील्ड है इसका क्या अर्थ है विद्यार्थी कॉलम्स की संख्या अगर हम देखें कि हमारे पास कितनी फील्ड है मान लीजिए यदि आपको स्वतंत्र पंक्तियों को हटाना है ताकि कम से कम यहां पर एक कॉलम हो यानी एक फील्ड तो इसके लिए आपको NF को एक से ज्यादा रखना होगा NF का एक से ज्यादा होना उसका क्या अर्थ है विद्यार्थी फील्ड्स की संख्या फील्ड्स की संख्या एक से ज्यादा होगी और वह तब रहेगी जब आप एक से अधिक प्रिंट करेंगे तो आप यह बताएं की यहां आपको परिणाम स्क्रीन पर मिलेगा अथवा फाइल में मिलेगा विद्यार्थी स्क्रीन आपको परिणाम स्क्रीन पर दिखेगा यदि आप इस पर काम करेंगे तो आपको यह परिणाम मिलेगा की रिक्त पंक्तियां हट जाएगी अतिरिक्त सब सही है 3 टाइप करिए रिक्त पंक्तियां हट जाएगी इसलिए अब अगला प्रश्न है अब मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है और मैं इसमें हर एक पंक्ति की क्रम संख्या डालना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा इसके लिए हमें एक कमांड का इस्तेमाल करना होगा जोकि FNR है यह FNR कमांड हर एक फील्ड् या हर एक पंक्ति के लिए क्रमांक संख्या देगा अब अगर आपको सभी कॉलम्स के क्रमांक संख्या डालनी है तो आप सबको प्रिंट करें इसलिए आप लिखें प्रिंट FNR FNR फाइल नंबर देगा और साथ ही लिखें डॉलर 0 अब यह डॉलर 0 का क्या मतलब है विद्यार्थी संपूर्ण पंक्ति संपूर्ण पंक्ति यदि हम डॉलर 1 लिखते हैं तो क्या होगा विद्यार्थी प्रथम कॉलम यह केवल प्रथम कॉलम देगा यदि वह डॉलर जीरो है तो इसका अर्थ है सब कुछ आपने सारी पंक्तियोंको लिख दिया इस परिस्थिति में यदि आपको यह इनपुट में दिखता है तो यह इनपुट में है इसलिए आउटपुट निकालिए क्या आपको पंक्तियों के अंक दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थी हां हम पंक्तियों के अंक देख सकते हैं परंतु यह पहले कॉलम से जुड़ गई है इसलिए इस परिस्थिति में देखना कठिन होगा कि अंक कहां है इसीलिए यह उचित है कि हम इसमें एक टैब या स्पेस अंकित करें क्योंकि यहां कोई जगह नहीं है इसीलिए वे आपस में जुड़े हुए हैं यहां बीच में एक टैब जोड़ना संभव है हां संभव है हम इसे जोड़ सकते हैं आपके पास कमांड है तो हमारा कमांड है प्रिंट FNR डॉलर 0 test four dot dat परंतु यहां हमने अतिरिक्त जानकारी जोड़ी है वह टैब है जोकी t है इसे आप कोट्स में लिखेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो यह पंक्तियों को टैब से जोड़ देता है अब हम देखेंगे यह परिणाम एवं पिछला परिणाम यहां कोई स्पेस नहीं है किंतु यहां पर टैब है इसलिए जब हम क्रम संख्या देते हैं तब हम यहां स्पेस दे सकते हैं अब प्रश्न यह है कि यदि आप कई तरह के डाक्यूमेंट्स एक फाइल में लेते हैं तो आप पंक्तियों की गिनती भी कर सकते हैंl इसके लिए हमारे पास यूनिक्स में एक कमांड है जो की पंक्तियों की संख्या को गिन सकता हैl विद्यार्थी wc l अभी हमने कमांड दिया wc l यह आपको पंक्तियां की संख्या करेगा यहां आप औक् प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं NR क्या है विद्यार्थी पंक्ति क्रमांक पंक्तियों की संख्या विद्यार्थी रिकॉर्ड की संख्या तो आप कर सकते हैं विद्यार्थी रिकॉर्ड्स की संख्या हां रिकॉर्ड्स की संख्या यदि आप विशेषकर फाइल test 4 dot dat की इनपुट फाइल लेते है अब आप पंक्ति को संख्या देते हैं सारी पंक्तियों की संख्या करे केवल इस फाइल में कुल 22 पंक्तियों या फिर 22 रिकॉर्ड आपको मिलते हैं यह यूनिक्स के wc 1 की तरह है तो अब यहां अगला प्रश्न आता है प्रत्येक पंक्ति की अंतिम फील्ड को प्रिंट करिए हमारे पास कई फील्ड्स हैं यदि आपको ज्ञात हो कि आपको 5 या 6 फील्ड की आवश्यकता है तो आपको केवल लिखना है प्रिंट number of field 5 या field 6 यदि वह अंतिम फील्ड है तो आप डॉलर NF लिखेंगे अब अगर हम इस फाइल को देखें तो इसमें अंतिम फील्ड क्या है यह अंतिम फील्ड है ऐसा करने पर आपको परिणाम मिलेगा यह केवल एक सरल awk कमांड है printNF इनपुट फाइल में अब हमें प्रत्येक पंक्ति की अंतिम फील्ड मिल जाएगी इसी तरह अंतिम पंक्ति कि अंतिम फील्ड भी संभव है हमने अभी पंक्तियों की कुल संख्या के बारे में देखा तो जब आप अंतिम पंक्ति संख्या देंगे तो वहां पर एक एंड लगाना होगा तो अगर हम यहां पर देखें यह अंतिम फील्ड है और यहां एंड है और इसके बाद प्रिंट डॉलर NF है तो अब आप परिणाम यहां पर देख सकते हैं तो इसी तरीके से किसी भी डाटा फाइल में आप बदलाव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जहां हम आउटपुट फाइल मैं बदलाव कर सकते हैं अब यहां मैं एक परिस्थिति रखता हूं की उस प्रत्येक पंक्ति को प्रिंट करना है जहां 6 फील्ड की वैल्यू 50 से ज्यादा है अब हम यह कैसे करेंगे आप 6 फील्ड देख सकते हैं मेरे पास 6 फील्ड है अगर 50 से ज्यादा है तो प्रिंट यह आपको क्या बताएगा या तो यह सब कुछ प्रिंट करेगा या डॉलर 0 या वह जो कि आपने प्रिंट करने को कहा है तो आप इन सब में से कुछ भी दे सकते हैं मान लीजिए अगर आप 50 से ज्यादा को प्रिंट करने के लिए कहते हैं तो इनमें से जो जो भी 50 से ज्यादा आप देख सकते हैं वह सब प्रिंट होगा जैसे यहां पर पहला वाला 50 से अधिक है 2 नहीं है 3 4 5 है और इसी तरीके से बाकी सब इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं यहां पर आप उन सभी संख्याओं को देख सकते हैं जो कि 50 से ज्यादा है जैसे कि 96 58 और इसी तरीके से और भी उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझे यह देखना है कि कितने अमीनो एसिड बरीड रीजन में हैं इसके लिए आप क्या करेंगे यदि आपके पास एक pdb id है और आप उसमें बरीड रेसिड्यूज की संख्या देखना चाहते हैं इसके लिए आप DSSP चला सकते हैं इससे आपको आउटपुट मिलेगा जिसकी सहायता से रेसिड्यूज की संख्या प्राप्त करना संभव है जो बरीड हैं तो सवाल यह कि क्या बिना किसी फाइल कोछुए बिना क्या यह कार्य संभव है जी हां संभव इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा विद्यार्थी केवल रिकॉर्ड्स का चयन जी हां केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स का चयन करना है जिसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब आप इस फील्ड को लीजिए आप रिकॉर्ड को लिखिए अगर रिकॉर्ड की संख्या 50 से ज्यादा है तो और अब हमें क्या करना होगा हम इसी तरह अन्य फील्ड को भी कर सकते हैं यदि हम दो कमांड बनाएं हमें आसानी से रिड्यूस की संख्या मिल जाएगी जो बरीड हैं यदि हम कंडीशन 0 रखते हैं तो यह दो कमांड हैं जो हमें करने हैं सबसे पहले हमें फाइल को चेक करना है यदि कॉलम 9 50 से अधिक है उसके पश्चात वह आपको उन रेसिड्यूज को देगा जिनकी वैल्यू 0 है अब अगर वह बरीड है इसका अर्थ क्या है आपको उन रेसिड्यूज की वैल्यू 1 से कम या जीरो के बराबर रखनी होगी इसके बाद आपको यह कमांड रखना होगा NF 1 तो अब हम रिकार्ड्स की संख्या देख सकते हैं क्या यहां पहचानना संभव है की कितने रेसिड्यूज ऐसे हैं जोकि 75 A स्क्वायर के उजागर क्षेत्र में आते हैं विद्यार्थी हां सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें उस कॉलम संख्या को रखना होगा जो 75 से अधिक है इसे हम प्रिंट करेंगे और आप दो आउटपुट प्रिंट करेंगे इन दोनों में से एक आउटपुट होगा और दूसरा अगले कमांड के लिए इनपुट का कार्य करेंगे तो अब आप यहां कमांड दे सकते हैं यह आपकी दी हुई एक आउटपुट फाइल है और यह आपको रिकॉर्ड्स की कुल संख्या बताएगी अतः बिना PDB फाइल या DSSP फाइल में जाए हम उजागर क्षेत्र में आने वाले रेसिड्यूज की संख्या पता कर सकते हैं एक PDB फाइल लीजिए उस पर DSSP चलाइए इसके पश्चात ओक कमांड दीजिए वह फील्ड जिसकी वैल्यू 75 से अधिक होगी आपको पंक्ति संख्या मिल जाएगा और पंक्तियों की कुल संख्या भी बिना किसी बदलाव के हम आसानी से सारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं इस परिस्थिति में उजागर क्षेत्र में आने वाले एलिनिन की संख्या भी प्राप्त हो सकती है जो की बरीड है इसी प्रकार आपके पास अलग अलग फाइल्स हो सकती हैं जिन में हेरफेर की जा सके बिना किसी एडिटिंग के तथा फाइल्स की सूचना भी प्राप्त की जा सकती है अगला प्रश्न यहां की उन पंक्तियों को प्रिंट कराना है जो 15 से शुरू होती हैं यह आपकी DSSP फाइल है अतः यहां आपके कमांड और बाकी जानकारियाँ हैं अब अगर इस फाइल में मौजूद कुछ जानकारियों को आपको इनपुट के तौर पर अगले प्रोग्राम में देना है तो उस प्रोग्राम के लिए अन्य जानकारियां या डाटा किसी काम की नहीं है इस परिस्थिति में यदि आपको 15 से शुरू होने वाली पंक्तियां चाहिए तो आप यहां कर सकते हैं NR क्या है विद्यार्थी रिकॉर्ड जी हां रिकॉर्ड इस परिस्थिति में पंक्ति संख्या 14 से अधिक है क्योंकि हमें 15 से चाहिए अतः आप इनपुट फाइल से प्रिंट करेंगे इसके पश्चात आप यह सारी वस्तुएं हटा देंगे 1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 और अब आप यहां से शुरू करेंगे 1 2 34 5 6 7 8 9 1011121314 अतः हम इस पंक्ति से प्राप्त कर सकते हैं आप कोई भी संख्या दे सकते हैं अपने अनुसार और आपको उसी प्रकार का आउटपुट मिलेगा इसका अर्थ है आप 14 संख्या तक के सभी पंक्तियों की जांच कर सकते हैं अथवा निकाल सकते हैं आप किसी भी अंक के साथ यह कर सकते हैं 15 या 16 अगला प्रश्न है यदि आप किन्हीं दो चीजों को अलग कर सकते हैं इसके लिए आपको फील्ड सेपरेटर का इस्तेमाल करना होगा यहां एक परिस्थिति है 2 आप 2 प्रिंट कर सकते हैं test1dat की तरह यह एक test1dat फाइल है यहां आप फील्ड सेपरेटर देख सकते हैं यहां एक F है जो कि फील्ड सेपरेटर है और हम इसे भी प्राप्त कर सकते हैं जो मध्य में है उसे दोनों फाइल्स को विभाजित करते हैं इस परिस्थिति में आप और भी तरह के बदलाव भी कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप एक लाइन छोड़कर अगली लाइन प्रिंट कर सकते हैं यहां जब आप इनपुट फाइल देखेंगे यह भी उसी प्रकार दिखेगी one a one s one a one s one a two z one a two z तो यह दोनों समान है अंतर केवल a और b का है मैं कुछ अनोखा देखना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि अल्टरनेट पंक्तियां मिट जाए मतलब एक पंक्ति के बाद अगली पंक्ति मिट जाए क्योंकि यह इनपुट किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए आवश्यक है यदि हमें अल्टरनेट पंक्तियां प्रिंट कराना है तो आप दूसरी पंक्ति को हटाना होगा इसके लिए आप NR2 का इस्तेमाल करेंगे इसका अर्थ है यह केवल दूसरी पंक्ति को ही काटेगा और आपको परिणाम मिलेंगे तो फिर यहां हम देख सकते हैं कि जिन पंक्तियों को हम हटाना चाहते थे वह पंक्तियां अब हट चुकी हैं अब यदि आपको तीसरी पंक्ति पर जाना है तो आपको 3 डालना होगा पहली दो यहां उपस्थित है और तीसरी यह 219 हट चुकी है दोबारा आप 2 से शुरू कर सकते हैं और तीसरी को हटा सकते हैं यहां आप हटी हुई पंक्तियां देख सकते हैं इसी तरह आप किसी भी पंक्ति को हटाने के लिए कर सकते हैं अब मान लीजिए यदि आप कोई सब्स्टिटूशन करना चाहते हैं जैसे कि आपको म्यूटेशन चाहिए तो क्या यह संभव है कि किसी भी टेक्स्ट में सब्स्टिटूशन किया जा सकता है उदाहरण के लिए सब कमांड की सहायता से टेक्स्ट में सब्स्टिटूशन की जा सकती है अब सवाल यह कि आप क्या बदलना चाहते हैं यदि आपको LYS या ARG की सब्स्टिटूशन करना है तो कैसे करेंगे यहां LYS का रिकॉर्ड है इसे ARG में बदलने के लिए आप यह कमांड देंगे awk यह एक पैटर्न एक्शन स्टेटमेंट है sub से आपके LYS का सब्स्टिटूशन होगा इस परिस्थिति में आपको एक डालना होगा जिस जिस जगह पर भी आपको LYS मिलेगा वह ARG मैं बदल देगा यहां आप एक LYS से ARG मैं बदलाव देख सकते हैं यदि आप फाइल में कुछ और अन्य तरह के बदलाव चाहते हैं या अलग अलग फाइल्स में चाहते हैं तब आप रिप्लेस कमांड का उपयोग कर सकते हैं Awk मैं कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते है मैं उनमें से कुछ यहां बताऊंगा FS एक फील्ड सेपरेटर है NF क्या है मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं विद्यार्थी फील्ड की संख्या जो रिकॉर्ड चल रहा है उसमें फील्ड की संख्या NR जिससे हम वर्तमान रिकॉर्ड की संख्या प्राप्त करते हैं इसी तरह और भी विकल्प हैं जैसे रिकॉर्ड सेपरेटर इसमें डॉलर 0 संपूर्ण इनपुट रिकॉर्ड के लिए है तथा डॉलर n nth फील्ड के रिकॉर्ड के लिए है आपने FNR और NR देखे हैं किंतु वर्तमान फाइल से जुड़े हुए और भी परिवर्तनशील वैल्यू को फाइल में बदलने के लिए awk कमांड्स का उपयोग किया जा सकता है awk मैं कई परिवर्तनशील वैल्यू और सूचनाएं उपस्थित हैं अतिरिक्त सूचनाओं के लिए आप nawk उपयोग कर सकते हैं अब हम अगले पड़ाव पर जाते हैं हमने सब्स्टिटूशन की चर्चा की है फाइलस और कॉलम्स कैसे प्रिंट होते हैं वह देखा है और फाइल्स में बदलाव कैसे होते हैं यह भी देखा है